ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के मॉड्यूल 20 में आपका स्वागत है हम लीव मैनेजमेंट सिस्टम के मूल डिज़ाइन को करने की कवायद कर रहे हैं और यह उस अभ्यास पर अंतिम मॉड्यूल होगा इसलिए मैं सिर्फ यह दोहराऊंगा कि कृपया अपने साथ लीव मैनेजमेंट सिस्टम का PDF विवरण रखें आपको इसे बहुत बार संदर्भित करने की आवश्यकता होगी यदि आपने पहले से ही बहुत ध्यान से नहीं सुना है LMS के लिए क्लाइंट वेंडर interaction का इंटरेक्टिव वीडियो कृपया ध्यान से सुनें और जब आप इस मॉड्यूल से गुजरते हैं तो कृपया अपने लिए चीजों को रोकने और उन पर काम करने के लिए विचार करें जब हमने डिजाइन पहलू पर किसी नई कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है जिस तरह से यह डिजाइन प्रक्रिया को बेहतर ढंग से सीखने में सक्षम होगा इस विशिष्ट मॉड्यूल में हम हम विशेष रूप से पदानुक्रम के शोधन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारियों की पहचान के अलावा जो हमने पहले की थी और सहयोगियों की पहचान जो हमने पहले भी की थी जब हम पहचानते हैं कि हम एक पदानुक्रम कहां निकालते हैं यह काफी संभव है कि बहुत कुछ अभी भी इसके शीर्ष पर किया जा सकता है विनिर्देश पर वापस जाकर और संभवतः बहुत अधिक अमूर्त जानकारी की तलाश करने की कोशिश करता है जो पदानुक्रम में सुधार करने और बेहतर डिज़ाइन करने के लिए दस्तावेज़ में सभी जगह छिपे हुए हैं और हम कक्षाओं के बीच इस संबंध को थोड़ा सा रेखांकित करेंगे हाल के सामान की एक त्वरित पुनरावृत्ति जो हमने की है और कर्मचारी पदानुक्रम डिजाइन जो हमने पिछले मॉड्यूल में किया था हमने पहली बार एक स्तर का एक फ्लैट के द्वारा होता है अन्य वर्ग हमने कार्यकारी लीड और मैनेजर को कर्मचारी वर्ग के सभी विशेषज्ञ बनाए और फिर परिष्कृत किया जाएगा कि आगे यह देखते हुए कि यह न केवल कर्मचारी और अन्य लोगों के बीच जिम्मेदारियों का एक सामान्य उपसमुच्चय है इन चार वर्गों के बीच जिम्मेदारियों के सबसेट का एक पदानुक्रम है और इसलिए वे एक रैखिक श्रृंखला बनाते हैं स्वाभाविक रूप से वे एक रैखिक श्रृंखला बनाते हैं पदानुक्रम और जो यहाँ के अनुसार निर्दिष्ट है अब हम इसे केवल एक और लागू करना चाहते हैं जिसे छोड़ना है इसलिए आपने पहले ही कई बार स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा इसलिए मुझे यकीन है कि आपको यह निष्कर्ष निकालने के लिए इसके पास जाना नहीं होगा कि हम जिस प्रकार की छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं वह मौलिक रूप से अवकाश है यदि हम यदि हम विशेषताओं के संदर्भ में यह कहने का प्रयास करते हैं तो हम कह सकते हैं यह एक प्रकार है जो हम पहले से ही प्राप्त कर चुके है इसे एक शुरुआत की तारीख की ज़रूरत है निश्चित रूप से इसे एक कर्मचारी ID की आवश्यकता है जो छुट्टी ले रहा है निश्चित रूप से इसे एक स्वीकृति की आवश्यकता है जो इसे एक स्थिति और इसी तरह की आवश्यकता है तो ये चीजें हैं जो एक छुट्टी उनकी शायद बहुत अधिक होगी और इस विशेष प्रकार के अवकाश में से प्रत्येक में सभी में ये गुण भी होंगे लेकिन एक विशिष्ट प्रकार की छुट्टी पर निर्भर करता है छुट्टी अधिक विशिष्ट गुण होंगे वह मौजूद रहेगा उदाहरण के लिए एक चिकित्सा अवकाश के पास एक लंबी अवधि और इतने पर प्रमाण पत्र होगा छुट्टी पर संबंधित नकदीकरण के लाभ और इसी तरह आगे भी होंगे इसलिए इस पदानुक्रम को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है इसलिए यदि आप गुणवत्ता जांच पर वापस रखते है मैं आपको डिजाइन चर्चा की गुणवत्ता का उल्लेख करता हूं जो हमारे पास विशेष रूप से रिश्तों को चुनने के संदर्भ में था और इसी तरह फिर हम देखेंगे कि यह वही है जो निश्चित रूप से माना जाता है कि यह बहुत विस्तृत है और उथली पदानुक्रम बहुत विस्तृत है और बहुत उथली है इसलिए इसका मतलब है कि वे संभावित रूप से व्यवहार की एक सांप्रदायिकता में बहुत अधिक हो सकते हैं संभव प्राकृतिक युग्मन जो हम यहां याद कर रहे हैं इसलिए हम यह जानना चाहते हैं और इसलिए यह क्रिया एक अधिक संतुलित पदानुक्रम बनाने के लिए अमूर्त अवधारणाओं की पहचान करने के लिए होगी ठीक है इसलिए यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि हम उन अमूर्त वस्तुओं को क्या प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इसे विनिर्देशन को पढ़ने में थोड़ा अधिक सावधानी की आवश्यकता है इसलिए कृपया मुझे छोड़ने के लिए एक के साथ सहन करें अपने लाभ के लिए बाहर जाने के लिए क्या अवकाश के लिए कहा गया है तो यह एक दस CL है जो एक कैलेंडर वर्ष के पहले वाक्य में उपलब्ध है सभी को कर्मचारी को इस तरह की तारीख पर श्रेय दिया जाता है उस समय में शामिल होने वाले कर्मचारी वर्ष के मध्य में CL की संख्या पूर्व निर्धारित होती है इसलिए यह वाक्य कहा जा रहा है CL को अगले कैलेंडर वर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता है एक समय में दो CL से अधिक का लाभ नहीं उठाया जा सकता है उन्हें छुट्टियों सहित विकल्पों की कुल अवधि चार दिनों से अधिक नहीं हो सकती है लेकिन हस्तक्षेप करने वाली छुट्टियों को सही नहीं गिना जाता है ये अलग अलग वाक्य हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं हमारी मानसिक प्रक्रिया यह है कि आप अगले प्रकार के पत्तों के बारे में अध्ययन करने के लिए जाते हैं अर्जित अवकाश हमने इसे पढ़ा और हमने देखने की कोशिश की ठीक है अगर 15 EL एक कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध हैं जो हम मानसिक रूप से एक एक प्रकार का नक्शा बनाते हैं जो उपलब्ध है वह कुछ ऐसा है जो केवल उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अवकाश से संबंधित है फिर हम कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि हमने पहले से ही क्रियाओं को श्रेय देते हुए देखा है इसलिए हम जानते हैं कि उपलब्ध कुछ कारक है कुछ कारक है जो हम कहते हैं कि किया गया है अब के बारे में बात की जाती है मुझे नहीं पता कि EL को EL पर भी ले जाया जा सकता है ले जाने के लिए एक और पहलू है फिर कुछ नकदीकरण नकदीकरण एक और पहलू सही है ये अलग अलग चीजें हैं जो हम यहां देख रहे हैं तो यह कहता है कि इसे पूर्व अनुमोदित होना चाहिए और फिर हम कहते हैं कि CL को पूर्व अनुमोदित होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए हम पूर्व कह सकते हैं मंजूर की इतना सब मैं कर रहा हूं कि मैं इस अलग तरह के अवकाश से गुजरने की कोशिश कर रहा हूं और उदाहरण के लिए मैं कर सकता था मैं निश्चित रूप से स्क्रॉल कर सकता था कि चिह्नों का यह set उस पर यहाँ जाएगा लेकिन हम कर सकते हैं मैं एक अलग रंग का उपयोग कर सकता हूं मैं एक अलग रंग का उपयोग कर सकता हूं और इस तरह से कुछ और अंकन करने की कोशिश कर रहा हूं उपलब्ध की वार्ता credit की वार्ता यह SL के लिए करता है यह बात करता है कि और क्या ले इस पर किया गया मूल अवधारणाएं हैं जो हम यहां देख रहे हैं तो क्या उदाहरण के लिए यह एक मेडिकल certificate के बारे में कुछ नई बात करता है तो मैं यह इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप इनमें से प्रत्येक को छोड़ श्रेणियों में जाने की कोशिश करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि कारक के अलावा अन्य क्या हैं जो यह एक छुट्टी है जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं जो इस प्रणाली के बारे में बात कर रही हैं और फिर उस तरह का एक प्रतिनिधित्व बनाने के लिए प्रयास करें कि आप जिस भी तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए कृपया जो मैं आपको यहां प्रस्तुत करूंगा वह निश्चित प्रतिनिधित्व है जिसे मैंने इस विवरण से निकालने की कोशिश की ताकि हम इसे डिजाइन के संदर्भ में उपयोग कर सकें इसलिए मैंने एक तालिका के संदर्भ में प्रतिनिधित्व किया है ताकि यदि आप बाएं हाथ की ओर देखें उदाहरण के लिए हमने हमने यह सवाल देखा कि क्या मुझे लाल का उपयोग करने दें जो बेहतर है कि क्या छुट्टी को पूर्व अनुमोदित होने की आवश्यकता है हमने देखा कि CL ने कहा कि यह पूर्व अनुमोदन नहीं है जहां EL ने कहा है कि इसे पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है हमने कैरी ओवर के मुद्दे को देखा हमने देखा कि कुछ छुट्टी को club किया जा सकता है हमने देखा कि ML लीव सर्टिफिकेशन की जरूरत है इसलिए हर बार जब आप सर्टिफिकेट में आते हैं कुछ ठोस या अमूर्त गुण और बाधाएं तो आप उन्हें सिस्टम प्रॉपर्टी के रूप में डालने की कोशिश करते हैं और इसीलिए मुझे यह सूची मिली और हम कर सकते हैं इन में से एक चार्ट गुण हैं और ये विभिन्न वर्ग हैं जिन्हें मैं पहले से ही जानता हूं कि कक्षाएं और मुझे पता है कि मैं इन कक्षाओं के लिए ऐसा क्यों करता हूं मैं कर्मचारियों को क्यों नहीं लेता हूं मैं एक व्यवस्थापक क्यों नहीं लेता हूं और क्यों क्या मैं इस मामले के कैलेंडर वर्ष के लिए इसे नहीं लेता हूं क्योंकि मैं एक पदानुक्रम को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मेरा संबंध उस पदानुक्रम के भीतर है जो मैंने पहले ही उन विश्लेषणों को किया है जो मेरा मूल संशोधन है इसके भीतर मैंने वास्तव में एक इकाई पदानुक्रम बनाया है यदि मैं हूं बस उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं इतनी अच्छी तरह से उन लोगों तक संपत्ति की पहुंच और कक्षाएं इसलिए ये गुण हैं इसलिए यह मूल रूप से इसके स्पष्ट नहीं लिखा जाता है ये कक्षाएं हैं मैंने भरने की कोशिश की यह विभिन्न वर्गों के अनुपालन का अनुपालन है इस तरह के गुण मुझे दो पृष्ठों या अलग अलग अवकाश स्थितियों के एक और आधे पृष्ठ पर वर्णित अमूर्त के लिए एक बहुत कॉम्पैक्ट प्रतिनिधित्व देते हैं अगर आप इसे कहने के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं आप कहते हैं कि क्लब को छोड़ दें तो हमने पढ़ा है कि यह कहता है कि CL को क्लब नहीं किया जा सकता है लेकिन स्वाभाविक रूप से यदि इसका अनधिकृत अवकाश है तो इसे वैसे भी नहीं जोड़ा जा सकता है लेकिन यदि यह ड्यूटी छुट्टी है तो कोई सवाल नहीं है इसे क्लब करना क्योंकि आप किसी भी तरह ड्यूटी पर हैं लेकिन यह सब अब आप वापस जा सकते हैं और वास्तव में दस्तावेज़ को पढ़ता है तो आप पाएंगे कि ये सभी वास्तव में क्लब के लायक हैं इसी तरह यह कह सकते हैं कि EL के बारे में पढ़ते समय छुट्टी को इनकैश किया जा सकता है हमने अध्ययन किया कि एल EL को इनकैश किया जा सकता है इसलिए आप यहाँ हाँ डालते हैं और उनमें से बाकी मूल रूप से लागू नहीं होते हैं और निश्चित रूप से यह आपको बहुत समान डिज़ाइन हमेशा नहीं देगा उदाहरण के लिए पात्रता के मामले में पात्रता मूल रूप से क्या है मैं यहां जो लिखता हूं वह पात्रता है जिसे हमने क्रेडिट के रूप में नोट किया है आपको याद है कि हम कहते हैं कि हर साल 1 जनवरी को 10 CLका श्रेय दिया जाता है फिर हर महीने 125 EL का श्रेय दिया जाता है और इसलिए पर इसलिए कि जो मैं कह रहा हूं कि आप उस हकदार को बुला रहे हैं जो आप पाने के हकदार हैं अगर आप हकदार हैं तो ये सभी अलग अलग प्रकार के अवकाश हैं लेकिन निश्चित रूप से आपके पास एक विशेष योग्यता है जब आप मातृत्व अवकाश के बारे में बात कर रहे हैं तो यह योग्यता है और यही कारण है कि इस छुट्टी पर यह प्रत्यय केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है जब महिला कर्मचारी गर्भवती है और कैरियर में अधिकतम दो बार भी ऐसा करती है आप में से कुछ विशेष परिस्थितियों का भी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं जो अमूर्त गुणों के इस सामान्य व्यापक चित्रण के संदर्भ में मौजूद हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे उदाहरण के लिए आप कुछ अन्य उदाहरणों के लिए यहां देख सकते हैं जो कि d है या इसका मतलब यह है कि मुझे पहले से अनुमोदित होना चाहिए और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह बीमार छुट्टी के लिए पूर्व अनुमोदित होना चाहिए जो ऐसा कहता है कि अपवाद स्थिति बीमारी के लिए यदि हम हैं अगर हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि हम क्या देख रहे हैं अगर हम उस पर गौर करते हैं तो हमें बताएं बीमार छुट्टी पर विशेष रूप से ध्यान दें यह देखने की कोशिश की जाती है कि यह SL pre op हो सकता है आपातकाल के मामले में pre postfacto हो सकता है क्योंकि निश्चित रूप से आप हमेशा यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आप बीमार पड़ने जा रहे हैं ताकि आप बीमार पड़ें और यदि आप छुट्टी के बाद बीमारी में छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं तो आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं और इसे यह कहते हुए एन्कोडिंग करना कि थोड़ा अलग तरीके से हो सकता है कि पूर्व अनुमोदित होना चाहिए यदि आप इसे पोस्ट फैक्टो के लिए ले जाने में सक्षम हो रहे हैं तो अनुमोदन पोस्ट फैक्टो को लें फिर एक SL के लिए प्रचारित नहीं किया जाता है लेकिन यह अधिक अपवाद का मामला है ऐसा नहीं है कि यह प्रत्येक SL के लिए कम से कम उस वाक्य का मतलब नहीं है यह हमेशा कहा जाता है कि यह आपातकाल के मामले में पोस्ट फैक्टो को स्वीकृत किया जा सकता है इसलिए यदि आपको पूर्व नियोजित मेडिकल चेकअप की जानकारी है या आप कुछ सर सर्जरी करवा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह उम्मीद की जाएगी कि यह अभी भी प्री करेगा सब कुछ वैसा ही करो तो ये अलग अलग चीजें हैं और आप कर सकते हैं आप बस बाद में विवरणों के माध्यम से जा सकते हैं और एन्कोडिंग देख सकते हैं इसलिए हर समय आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप सिर्फ पढ़ते हैं और आप चीजों का विश्लेषण करने और करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आपका दिमाग लेकिन आप कुछ बेहतर निष्कर्ष पर आने के लिए सारणीकरण और संघनन के विभिन्न साधनों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं तो यह तालिका हमें किस ओर ले जाती है इस तालिका में कहा गया है कि छुट्टी विभिन्न प्रकार की पूर्व शर्त और पोस्ट की स्थिति हैं और हम कह सकते हैं कि हम तब इन गुणों के आधार पर छुट्टी को पुनर्गठित करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं जो इन गुणों में से कुछ पर आधारित है उदाहरण के लिए यदि कुछ छुट्टी को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है कुछ कहते हैं यह नहीं कहते हैं यह नहीं कहते हैं लेकिन कुछ कहते हैं कि हां अगर कुछ को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है और कुछ नहीं करते हैं तो क्या यह छुट्टी के सेट पर एक विशेषज्ञता नहीं है जो आपके पास है और यह मूल विचार है जिसे हम यहां उपयोग करेंगे और यहाँ मैं फिर से आपको वही अवकाश पदानुक्रम दिखाता हूं और मुझे वास्तव में अलग अलग रंग का उपयोग करना चाहिए लेकिन मूल पदानुक्रम के संदर्भ में यह मूल था और मुझे खेद है कि यह मूल था और इसमें भाग लेने वाले वर्ग हैं इसलिए मूल पदानुक्रम बस था एक फ्लैट की तरह जहां हमने कहा था कि छुट्टी में से प्रत्येक DL CL SL ML है सभी छुट्टी के प्रकार हैं अब हम कह रहे हैं कि यदि आप देखें तो यदि हम कहते हैं कि यह क्लब योग्य है तो हमने परिभाषित किया है हमने परिभाषित किया है कि हमें कक्षा में एक सारगर्भित वर्ग के रूप में छोड़ दें जिसमें अवकाश के सभी गुण होंगे ताकि एक विशेषज्ञता हो जाए छुट्टी की लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त गुण होंगे जो clubbability की स्थिति की जांच करने या उस शर्त को लागू करने के लिए आवश्यक हैं और इसी तरह और फिर हम यह सब बनाते हैं कि यदि यह क्लब योग्य है तो यह क्लब योग्य है यह क्लब योग्य है यह क्लब योग्य है यह एक है इसलिए आप कहते हैं कि EL SL ML PL पेरेंटहुड लीव और लीव इनसे भुगतान करें पांच क्लबबेल योग्य हैं इसलिए हम दिखाते हैं कि यह पांच क्लब योग्य छुट्टी की विशेषता हैं अब यह है यह उदाहरण के लिए एक दिलचस्प अभ्यास है यदि आप इसे देखते हैं इस पूरे अभ्यास में यदि आप इस कॉलम DL में देखते हैं तो आपके पास सब कुछ है जो कुछ भी नहीं लागू होता है ताकि स्पष्ट रूप से हमें बताए कि यह हमेशा ही नहीं है कि क्षैतिज है factorization का उपयोग करना होगा आप एक ऊर्ध्वाधर कारक का उपयोग कर सकते हैं आप यह भी कहते हैं कि यह विशेष अवकाश श्रेणी सामान्य से बाहर है तो आइए हम कुछ ऐसी संपत्तियों की पहचान करने की कोशिश करें जिनकी पहचान यहाँ नहीं की गई है ताकि मैं इस स्तंभ को बाहर निकाल सकूँ और ठीक यही है जो मैं यहाँ करता हूँ मुझे बस एक अवधारणा दिखाई गई है जो ऑन ड्यूटी अवकाश है और एक ऑन ड्यूटी और एक ड्यूटी ऑन नहीं है इसलिए स्वाभाविक रूप से DL केवल विशेषज्ञता बन जाता है और अन्य सभी अवकाश वास्तव में श्रेणी के अन्य भागों में आते हैं तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं आप महसूस कर सकते हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह अमूर्त वर्गीकरण हम आपको सकारात्मक रूप से कुछ निश्चित लाभ देंगे क्योंकि अगर मुझे पता है कि यह ऑन ड्यूटी एक है और ये सभी ड्यूटी पर नहीं हैं तो इसका मतलब है कि किसी के लिए भी अन्य अवकाश जो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे या आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि कर्मचारी को भरने के लिए कहा गया है अनुपस्थिति की अवधि के दौरान काम की जिम्मेदारी है जबकि केवल इसके लिए आपको इसे भरने की आवश्यकता होगी ताकि विभिन्न विशेषज्ञता जो काम की जा सके बाहर उदाहरण के लिए यदि हम एक और उदाहरण देखते हैं तो यह बताइए कि क्या प्रमाणीकरण की आवश्यकता है इसलिए SL को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है ML को प्रमाणन की आवश्यकता है और PL को प्रमाणीकरण की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से यदि उसे प्रमाणन की आवश्यकता है तो आपका अंतिम प्रभावी प्रसंस्करण व्यवहार अलग होने वाला है और यदि आप यदि आप इस अभ्यास में ध्यान देते हैं कि हमने जिम्मेदारियों के पहले दौर की पहचान के संदर्भ में कुछ प्रगति की है और विश्लेषण करते हैं कि हमें मूल पदानुक्रम मिला लेकिन अब हम गहराई से देख रहे हैं और आप की तरह अगर आपको याद है कि हम किस तरह के डिस्कवरी से कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में बात की थी डोमेन शब्दावली और इतने पर और वे अवकाश हैं और अर्जित आकस्मिक अवकाश और सभी और आविष्कारक डेवलपर के बारे में बात करते हैं तो यह है कि उपयोगकर्ता छुट्टी को नहीं देखेगा जैसे कि यह क्लबबेल है या क्या है यह इतनी दूर पर एक प्रमाणित है लेकिन लागू नहीं होता है यह छुट्टीयों को देखने में मदद करता है जो प्रमाणित हैं और ध्यान दें कि वहाँ हैं तीन छुट्टी उस तरह के होते हैं और उन्हें विशेषज्ञता प्रदान करते हैं और इस श्रेणी के सभी प्रमाणन से संबंधित जिम्मेदारियों को प्रमाणित करने से संबंधित सभी कार्यक्षमता से जुड़े होते हैं और निश्चित रूप से आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार एक छुट्टी इन प्रकारों में से एक है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम किसी भी अन्य को कर रहे हैं जो हम इस पूरे पदानुक्रम के बाकी हिस्सों में कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं इसलिए हम सार हैं कभी भी एक छुट्टी नहीं है जो सिर्फ प्रमाणित है आपके पास PL या एक ML या एक SL के संदर्भ में एक विशेष है इसलिए यह एक मूल है इसलिए यह अभ्यास मैं वास्तव में करना चाहता था ताकि आप छुट्टी दस्तावेज़ से यह जानकारी प्राप्त कर सकें कि आप जब भी आपको एक पदानुक्रम पर काम करने के लिए देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हमने बार बार कहा है कि अमूर्तता का पदानुक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है OOAD डिज़ाइन क्योंकि अगर आप प्राप्त करते हैं यदि आपको पदानुक्रम सही नहीं मिलता है तो सिस्टम का पूरा कार्यान्वयन सिस्टम की पूरी अवधारणा बन जाता है ठोस आधार पर नहीं है तो आपको वास्तव में अलग अलग और फिर से कोशिश करने के संदर्भ में एक बहुत व्यापक अभ्यास करना चाहिए फिर से कृपया यह न सोचें कि यह मैं कह रहा हूं कि यह LMS प्रणाली के लिए एक पूर्ण पदानुक्रम है जो आप विभिन्न अन्य मापदंडों के बारे में सोच सकते हैं और आप उन्हें अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं लेकिन जब तक आप विनिर्देशन में उल्लिखित सभी को कवर कर लेते हैं और एक डेवलपर के रूप में आपके पास आपकी सभी आवश्यकताएं हैं आपके सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं आपके पास एक अच्छा डिज़ाइन है और निश्चित रूप से अगर हम अब इसे एक अंतिम के रूप में लेते हैं जो हमारे पास LMS के इस अवकाश भाग के संदर्भ में है तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतर संतुलित पदानुक्रम है जो अब एक दो तीन चार अलग अलग परतों में जाता है और आप देखेंगे कि इनमें से कई वर्गों में बहुत ही सीमित संख्या में विशेषज्ञता है जो दिखाती है कि वे बहुत ही केंद्रित अमूर्त वर्ग हैं जो डिजाइन के पहलुओं के छोटे सेट पर ध्यान केंद्रित करना और यह सभी इंटरमीडिएट कक्षाएं जो हम यहां दिखाते हैं उनका प्रतिनिधित्व आप प्रत्येक वर्ग के लिए करते हैं जो मूल रूप से मूल अवकाश कार्यक्षमता के शीर्ष पर लागू होने जा रहा है कुछ विशिष्ट प्रकार की कार्यक्षमता जो कुछ प्रकार के छुट्टी पर लगाए जाने की आवश्यकता है तो यह है कि यह पदानुक्रम डिजाइन का एक मूल है मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप कृपया इस डिजाइन को अधिक ध्यान से देखें और आगे इसे परिष्कृत करने का प्रयास करें गुणवत्ता के उपायों पर वापस आना निश्चित रूप से हमने कुछ और प्रगति की है और बहुत महत्वपूर्ण एक युग्मन के संदर्भ में होगा क्योंकि अब हमारे पास जगह पदानुक्रम है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक कर्मचारी के संदर्भ में बहुत सारे युग्मन की प्रक्रिया में काम करता हूं और छोड़ दें हम युग्मन के एक मध्यम स्तर पर हैं यदि सामंजस्य के उच्च स्तर पर नहीं तो सामंजस्य नहीं बदलता है लेकिन निश्चित रूप से हमने पूर्णता के संदर्भ में बहुत प्रगति की है क्योंकि विशेष रूप से कर्मचारी और छुट्टी के लिए हमने एक विस्तृत विश्लेषण लिखा है कि वे कैसे संरचित हैं वे कैसे सहयोग करते हैं कि वे कैसे मॉड्यूल डाल सकते हैं कि जिम्मेदारियां क्या हैं और इतने पर दिनों के संदर्भ में हमने कुछ प्रगति की है और हमारे डिजाइन में गुणवत्ता माप के मामले में आगे बढ़ रहे हैं इसके अलावा वहाँ पदानुक्रम के अलावा कई अन्य संबंध हो सकते हैं जिन्हें हम कैप्चर करना पसंद करते हैं हम इसे इस तरह का कोई विस्तृत अभ्यास नहीं करेंगे उदाहरण के लिए अधिकारियों के बीच इस मौजूदा मॉड्यूल में छुट्टी की मंजूरी के संबंध हो सकते हैं और अनुरोध हो सकता है रिपोर्टों और इतने पर उन्हें कई अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है इसी तरह अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो कर्मचारियों के बीच ये विभिन्न कर्मचारी प्रबंधक हैं एक लीड हैं एक कार्यकारी हैं और अलग अलग ये अलग अलग अवकाश क्रियाएं हैं जिन्हें हम वास्तव में बहुत सारे संबंध जोड़कर देख सकते हैं और इस तरीके से मैं सिर्फ संबंधों के बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि रिश्ते इतने विविध प्रकार के हैं इतने विविध प्रकार के संबंध हो सकते हैं कि यह समय के बारे में है कि हम खुद को औपचारिक रूप दें और एक अधिक संरचित उपकरण की मदद लेना शुरू करें UML उपकरण और सीखें कि LML सिस्टम के लिए हमने जो भी डिजाइन किया है उसका प्रतिनिधित्व कैसे करें अब तक कक्षाओं की बुनियादी जानकारी जिम्मेदारियों और मॉड्यूल के संदर्भ में उनके बुनियादी रिश्तों और हमारे पास पदानुक्रम को दर्शाती है और फिर हम यूनिवर्स मॉडलिंग भाषा सीखने में गहराई से जाएंगे इनका अलग अलग पहलू लेना डायग्राम कहलाता है और जैसा कि आप अलग अलग डायग्राम लेते हैं यह देखेंगे कि diagrams द्वारा सिस्टम के कौन से विवरण कैप्चर किए गए हैं और ये चार मॉड्यूल जहां हमने केवल परिचयात्मक भाग के लिए LMS सिस्टम डिजाइन के लिए हाथों की खोज करना और करना शुरू कर दिया है हम अगले कुछ हफ़्ते तक ऐसा करते रहेंगे जब हम यUML से गुजरेंगे ताकि हम कम से कम LMS के लिए पाठ्यक्रम का अंत हम आपके लिए assignment और अभ्यास के संदर्भ में पूर्ण किए गए UML डिज़ाइनों का एक सेट प्राप्त करने में सक्षम होंगे हमारे पास है हम अन्य प्रणालियों को डालेंगे जैसे कि हमने पहले ही एक असाइनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में उल्लेख किया है और आपको उस प्रणाली के लिए विश्लेषण और डिजाइनिंग के समान अभ्यास करना चाहिए